एनपीटीईएल एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम एनपीटीईएल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स लैंगिक न्याय एवं कार्यस्थल सुरक्षा पर पाठ्यक्रम कोर्स ऑन जेंडर जस्टिस एंड वर्कप्लेस सिक्योरिटी प्रोदीपा दुबे द्वारा राजीव गांधी बौद्धिक संपदा कानून विद्यालय राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ आई आई टी खड़गपुर व्याख्यान 02 लैंगिक न्याय जेंडर जस्टिस का परिचय जारी Contd नमस्कार प्यारे छात्रों मैं आपका लैंगिक न्याय और कार्यस्थल सुरक्षा पर पाठ्यक्रम में फिर से स्वागत करती हूँ मैं वहीं से जारी रखूंगी जहां पर हमने चर्चा छोड़ी थी हम सेक्स और लिंग के पारिभाषिक शब्द को समझने की कोशिश कर रहे थे और फिर पहचान के साथ आगे बढ़े जो समाज में होने वाले समाजीकरण के साथ होता है और यह प्रतिनिधि एजेंट हैं जो सामान्य रूढ़िबद्ध धारणा प्रकार स्टीरियो टाईप और पितृसत्ता की अवधारणा हैं इसलिए हम जो समझते हैं वह है कि सेक्स और लिंग की अवधारणा कुछ अलग हैं सेक्स शारीरिक विशेषताओं या शारीरिक अंतर को संदर्भित करता है जो एक पुरुष और एक महिला को बनाता है इसलिए यह मूल रूप से एक प्राकृतिक अंतर है जो किसी व्यक्ति के शारीरिक बनावट के संबंध में है लेकिन जब हम लिंगलैंगिक शब्द का उपयोग करते हैं तो यह उस अंतर पर प्रतिबिंबित नहीं होता है लेकिन यह मूल रूप से सामाजिक अंतर है जो पुरुष और महिला के बीच मौजूद है अब वह अंतर क्या है वह अंतर है व्यवहार में प्रवृत्ति में पुरुषों और महिलाओं से अपेक्षित भूमिकाओं में हैं और यह ऐसा है जैसे कि इस अंतर के अंतर्गत इन दो लिंगों के जीवन के सभी पहलू शामिल हैं स्लाइड समय संदर्भ 0226 अब अगर हम इसे याद करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि एक विज्ञापन है जो अक्सर टेलीविज़न में आता है जो कहता है कि पुरुष पुरुष रहेंगे बहुत बार हम इसे हल्के ढंग से लेते हैं और हम इस तथ्य पर हँसते हैं कि पुरुष एक निश्चित तरीके से व्यवहार करता है जो इसलिए यह शीर्षक कैप्शन आकर्षित करता है कि पुरुष पुरुष रहेंगे और वे एक निश्चित तरीके से व्यवहार करेंगे अब ऐसा क्या है जो अपेक्षित है कि कुछ अपेक्षाएँ हैं जो समाज में पुरुषों के संबंध में हैं और यह बहुत अच्छी तरह से समझाया या समझा जाता है जब हम उस मामले में शायद फर्मों के विज्ञापनों पर गौर करते हैं क्योंकि वे हमें समाज का आईना दिखाते हैं इसलिए अगर हमारे पास ऐसी स्थिति है कि आदमी आक्रामक है आदमी गाली गलौज करता है पुरुष भुलक्कड़ होते हैं कि पुरुष रोते नहीं हैं ये कुछ चीजें हैं जिससे स्वाभाविक रूप से हम निष्कर्ष पर आते हैं ओह आखिर वे सभी पुरुष हैं और जिस क्षण में हम एक महिला के संबंध में बोलते हैं हम तुरंत उसके दूसरे हिस्से को देखते हैं इसलिए अगर हम किसी महिला को एक विज्ञापन में देखते हैं तो रसोई ही वह सबसे अच्छी जगह है जहाँ उसे दिखाया गया है या चित्रित किया गया है इसलिए वह परिवार के लिए भोजन तैयार कर रही होगी वह बच्चों के लिए पति के लिए कपड़े इस्त्री कर रही है आप जानते हैं कि वह विभिन्न प्रकार के घरेलू कामों में लिप्त है क्योंकि वही भूमिका उनसे अपेक्षित है अब वह वही भूमिका है वही व्यवहार है जो उसकी लैंगिकता के अनुकूल है और उसी प्रकार समाज मानदंड संबंधी निर्णय लेता है इसलिए जब हम पुरुषों और महिलाओं पर आते हैं दो अलग अलग धारणाएं हमेशा होती हैं पुरुषों से जिनसे एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने और कार्य करने की अपेक्षा की जाती है महिलाएं जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वे एक अलग तरीके से कार्य करें और व्यवहार करें और अगर ऐसा होता है कि एक महिला आक्रामक होती है एक महिला जोर से बोलती है डॉन की भूमिका करती है जो मर्दाना अधिक है तो उस अर्थ में हम तुरंत एक ऐसी स्थिति में आते हैं जहां हमें एक महिला के उस व्यवहार को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल लगता है या अगर मैं एक उदाहरण दूँ अगर हम सिर्फ एक नमूने के लिए देखें बस अलग शीर्षक मर्दानी अब वह एक हिंदी फिल्म थी जो शायद कुछ सालों पहले थी फिल्म की महिला नेता एक पुलिस वाले की भूमिका निभा रही थीचूंकि वह एक पुलिस अधिकारी थी और वह अपराधियों का पीछा करते हुए उन्हें पीटते हुए आपने काम के दौरान गाली गलौज करते हुए दिखायी गई थी अतः शीर्षक में लैंगिक अवधारणा बहुत अच्छी तरह से परिलक्षित होती है जो इसे नारी सुलभ से अधिक मर्दाना के रूप में देखती है क्योंकि एक पुरुष से वही उम्मीद की जाती है इसलिए यह ऐसा है जैसे कि इस समाज ने इस कहानी को लिखा है कि पुरुष और महिला को कैसा व्यवहार करना है और उन भूमिकाओं के संबंध में कुछ उम्मीदें हैं जिन्हें वे निभाने की उम्मीद करते हैं और यह भूमिका निभाना समाज में कैसे हो पाता है इसी को हम कहते हैं कि यह समाजीकरण नामक प्रक्रिया के माध्यम से सीखा जाता है जिसमें लोगों को सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करना सिखाना शामिल है स्लाइड समय संदर्भ 0737 अब इसलिए समाज में लैंगिक समाजीकरण होता है अब यह लैंगिक समाजीकरण क्या है आप कह सकते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग सामाजिक मूल्यों विश्वास और दृष्टिकोणों के अनुसार आदेशित एक विशेष तरीके से व्यवहार करना सीखते हैं यदि हम पीछे मुड़कर देखते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूं जैसा कि मैं हूं मैं उस तरीके से व्यवहार क्यों करता हूं जैसा कि मैं करता हूं या मुझे कुछ चीजें क्यों पसंद हैं और मैं कुछ चीजों को पसंद क्यों नहीं करता कई बार शायद यह समझा जाएगा कि इसका संबंध एक व्यक्ति के छोटी उम्र में ग्रहण किए गए मूल्यों विश्वास के पोषण से है अब अगर आप एक लड़का और लड़की को देखते हैं और वे खिलौने जिनके साथ खेलते हैं या खिलौने जो उनके माता पिता से मिलते हैं कोई बहुत आसानी से यह भेद देख सकता है कि बाजार में प्रचुर खिलौने हैं लेकिन अगर मैं एक लड़की कहूं तो एक उस लड़की के लिए तुरंत बार्बी डॉल चुन लेंगे इसलिए आमतौर पर यह समझ होती है कि ये गुड़ियां लड़कियों के लिए होती है क्योंकि वे उन गुड़ियों के साथ खेलना पसंद करेंगी उन गुड़ियों के साथ अलग अलग नारी सुलभ भूमिकाएँ निभाएंगी उनके पास एक घर होगा वे घर सजाएंगी खुद को सजाएंगी इसलिए आपके पास समय समय पर अलग अलग पोशाक और परिधान में बार्बी डॉल हैं जो बहुत अधिक ध्यान और रूचि आकर्षित करती हैं लेकिन यहां जो दिलचस्प है वह जीवन की शुरुआत में ही है कहीं न कहीं कुछ चीजों में एक पहल है जो परिवार में ही होती है इसलिए परिवार लड़कियों को जीवन के कुछ तरीकों से परिचित कराने की कोशिश करता है और वह हर चीज में शामिल होता है जो वे करती हैं यहां तक कि वह एक बच्चे के लिए खिलौना खरीदने के मामले में भी है यहां तक कि इसमें भी वे लैंगिक अंतर को दर्शाते हैं इसलिए यदि वह एक लड़का है तो शायद खिलौनो में एक मशीन गन एक पिस्तौल आप जानते हैं एक रिमोट कार आदि में जाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत आसान स्वीकृति यह है कि लड़का कुछ ऐसी चीजों को प्यार करेगा जो रोमांचक होंगी जो उत्तेजक होंगी जिसमें बहुत कुछ शारीरिक रूप से घूमना शामिल होना हो सकता है जो कि उस लड़के के आक्रामक हिस्से को दिखाएगा और इसलिए माता पिता लड़के को कुछ खास तरह की चीजों में पहल करने देंगे और लड़कियों को कुछ और तरह की चीजों में पहल करने देंगे अब बस खिलौने आदि के उदाहरण के रूप में जीवन के बहुत शुरुआत में व्यवहार के संबंध में अगर एक लड़की जोर से बात करती है या शायद एक बच्चा जोर से बात करता है अगर यह एक लड़की है तो परिवार हमेशा जोर देता है कि आपको नरम होना चाहिए क्योंकि लड़कियों से अपेक्षा की जाती है कि वे जो कहती-बोलती हैं उसके संदर्भ में बहुत कोमल हों क्योंकि उनसे उम्मीद की जाती है कि वे विनम्र बनेंगी इसलिए यदि लड़का अडिग हो जाता है और किसी चीज पर जोर देता है तो परिवार को लगता है कि जरूरी है कि वह इच्छा पूरी करें या उस लड़के की मांग लेकिन अगर वह लड़की की तरफ से आती है तो यह भावना या समझ है कि उसे परिवार की इच्छा स्वीकार करनी होगी इसलिए यदि उसे नहीं दिया जाना चाहिए तो उसे यह अवश्य समझाया जाता है कि वह सब कुछ जो आपने मांगा है नहीं दिया जा सकता है और बड़े हित के लिए आप को अपनी इच्छाओं को वश में करना सीखना होगा तो इस प्रक्रिया में हर मोड़ पर परिवार अलग अलग मूल्यों और मान्यताओं को आत्मसात करने की कोशिश करता है जिससे जीवन की शुरुआत से ही इस प्रक्रिया में हमारा अंतर अपने आप पैदा हो जाता है इसके अलावा समाजीकरण की इस प्रक्रिया में शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका होती है शिक्षा के मुद्दे पर भी दो लिंगों के बीच अंतर अक्सर अच्छी तरह से बनाए रखा जाता है इसलिए यदि कोई नर्सरी राइम्स देखे दूसरा स्कूल की किताबें तो शायद स्कूली पढ़ाई के उन्नत स्तर पर भी एक बार इस तरह का अंतर हमारे सामने आता है जो शिक्षा की पूरी प्रणाली में व्याप्त है जो बच्चों को दिया जाता है तो शायद स्कूलों में भिन्न प्रकार के खेल हो सकते हैं दो अलग अलग वर्ग के खेल लड़के के लिए और एक लड़कियों के लिए इसलिए यदि हम देख सकते हैं कि शायद आउटडोर खेल जैसे क्रिकेट फुटबॉल को अक्सर लड़कों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है लेकिन वही लड़कियों के मामले में सच नहीं है इसलिए स्कूल के माध्यम से कॉलेजों के माध्यम से कई बार कोई क्या कैरियर अपना सकता है कुछ कैरियर को दूसरों की तुलना में अधिक मर्दाना के रूप में देखा जाता है इसलिए यदि कोई इंजीनियर बोलता है एक डॉक्टर एक वकील तो पहली तस्वीर जो ध्यान में आती है वह है एक पुरुष की जो अन्य वर्दियों में से एक पहनता है जो उन पेशों से हैं इसलिए उस पेशे या या कैरियर उस को अपनाने वाली एक महिला के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है और जो वास्तव में ऐसा करती है समाज सवाल उठाता है कभी कभी सवाल उठाता है क्योंकि कोई भी उस पेशे को एक महिला द्वारा अपनाने की मंजूरी नहीं देता है और कभी कभी आप जानते हैं उन्हें कहा जाता है आप उत्कृष्ट सफल व्यक्ति हैं और ऐसे कई विशेषण हैं जिन्हें इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस समाज के लिए वास्तव में यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक महिला भी अपने प्रतिरूप की तरह वही काम कर सकती है समकक्ष समूह और मीडिया ये भी लिंगवादी समाजीकरण की प्रक्रिया में एजेंट हैं समकक्ष समूह अक्सर लिंग अपेक्षाओं और लिंग भूमिकाओं के तथ्य पर और अधिक बाधा डालते हैं और इसलिए वे अपने उस बिंदु को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं एक निश्चित तरीके से कुछ मानदंडों का पालन करने के लिए दूसरों पर व्यवहार करने के लिए मित्रवत दबाव बना सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वह जो उनसे अपेक्षित है और समाज उन्हें एक विशेष तरीके से देखेगा यदि वे उन मानदंडों का पालन करते हैं और समाज उन्हें अस्वीकार कर देगा या उन्हें बुरा होने के रूप में देखेगा यदि वे उन विशेष भूमिकाओं या विशेष व्यवहारों को नहीं करते हैं जिनसे उम्मीद की जाती है मीडिया की इस लैंगिक समाजीकरण की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण और गहन भूमिका है जैसा कि मैंने विज्ञापनों के संदर्भ में फिल्मों के संदर्भ में कई उदाहरण लिए हैं हर समय हम उस मीडिया के संपर्क में हैं जिसकी पूरी आबादी में व्यापक पहुंच है और मीडिया जिस प्रकार वे पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं को चित्रित करने का प्रयास करते हैं इस तथ्य के संदर्भ में कि वे लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं और स्पर्श करते हैं उनके दूरगामी परिणाम होते हैं इसलिए हाल ही में एक प्रवृत्ति जो किसी को सिर्फ टीवी वगैरह में विज्ञापनों के संबंध में एक उदाहरण देखने के लिए मिल सकती है जिस तरह से वे अब इन बाधाओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं जो पुरुषों और महिलाओं के बीच है इसलिए शायद एक कार्यकारी महिला जो कामकाजी है एक आदमी जो एक घर का रखवाला वगैरह की भूमिका को अगुआई करने की कोशिश कर रहा है दिखाते हैं और इस तरह कहीं न कहीं पुरुष और महिला को समानता की स्थिति में लाने की कोशिश कर रहा है अब यह एक हालिया प्रयास है जो कि है लेकिन उसके बावजूद कई स्थितियों में कोई यह पाया जाता है कि मीडिया समाज में पुरुषों और महिलाओं की पारंपरिक भूमिकाओं पर जाने अनजाने में जोर देता है और इस तरह लैंगिक समाजीकरण का मुद्दा आगे बढ़ता है इसलिए ये कुछ एजेंट हैं जो कि हैं उसके अलावा धर्म भी इस अर्थ में एजेंटों में से एक माना जाता है कि यह इस बात का प्रचार कर रहा है धार्मिक अपेक्षाएँ और मानदंड कहीं आगे इस अवधारणा को सामने लाते हैं कि एक महिला क्या कर सकती है और एक पुरुष क्या कर सकता है जिससे एक महिला की भूमिका कुछ क्षेत्रों तक सीमित हो जाती है और इस प्रक्रिया में एक महिला की भूमिका को कुचल देते हैं स्लाइड समय संदर्भ 1936 इसलिए इस तरह से समाज में लैंगिक समाजीकरण होता है और इसलिए यह इस दिशा में आगे बढ़ता है या यह एक अवधारणा है जिसे हम लिंगवादी रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं यह रूढ़िवादिता है जिसे हम पूरे समय इस के बारे में बता रहे हैं जिसे आप जानते हैं पुरुषों और महिलाओं का एक निश्चित तरीके से वर्गीकरण जिससे कुछ प्रवृत्ति लक्षण और व्यवहारों को केवल महिलाओं के साथ अनुकूल देखे जाते हैं या कुछ प्रवृत्ति लक्षण और व्यवहार केवल पुरुषों के लिए देखे जाते हैं उदाहरण के लिए एक बाइक की सवारी तो सीधे जो दिया गया है तुरंत मन में आता है यह एक मर्दाना गति विधि है यह एक ऐसी चीज है जो एक आदमी करता है इसलिए हम अभी भी एक स्कूटी की सवारी करने वाली महिला के साथ ठीक हो सकते हैं लेकिन जिस क्षण हम कहते हैं हो सकता है कि एक मोटरबाइक की सवारी कर रही हो फिर तुरंत हमारे दिमाग में क्या आता है कि यह एक आदमी कर रहा है और इसके कारण फलस्वरूप आप जानते हें कि हम किसी महिला को इसे करते हुए कल्पना नहीं कर सकते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि यह धारणा है कि महिलाएँ बाइक की सवारी के लिए बहुत कमजोर या डरपोक हैं इसलिए इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है या बहुत कम है कि जो अब शारीरिक रूप से एक पुरुष या महिला कर सकती है यह दोनों के लिए ठीक हो सकता है बशर्ते उनके पास बाइक की सवारी के लिए शारीरिक क्षमता हो आवश्यक कौशल हो लेकिन कहीं न कहीं सामाजिक धारणा या सामाजिक रूढ़िवादिता ने पूरी प्रक्रिया का अतिसामान्यीकरण कर दिया है जहाँ यह महसूस किया जाता है कि यह एक आदमी का काम है और यह एक स्त्रैण काम है इसलिए तो अगर मैं खाना पकाने की बात करूँ एक बच्चे के पालन पोषण की बात करूँ तो तुरंत जो हमारे दिमाग में आता है वह है कि यह एक स्त्रैण कर्तव्य यह एक स्त्रैण विशेषता है क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से महिलाओं में है वे जन्म से गृहिणी हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से बच्चों की देखभाल सभी घरेलू गतिविधियों का ध्यान रखना खाना बनाना आदि महिलाओं को स्वाभाविक रूप से आना चाहिए और पुरुष वास्तव में उन के अनुकूल नहीं होते हैं इसलिए यदि कोई पुरुष इस काम में प्रवेश करता है तो आम तौर पर हंसी उडाई जाती है और एक आम तौर पर महज इस तथ्य के लिए उसे नीचे देखा जाता है कि यह एक अमुख्य गतिविधि है या एक गौण गतिविधि है और केवल महिलाओं को ही वह गतिविधि करने की जरूरत है इसलिए आप जो देखते हैं वह एक लिंगवाद या एक पूर्वाग्रही विश्वास है जो समाज के हर वर्ग में व्याप्त है परिवार से शुरू होता है और यह आगे और आगे बढ़ता है और समाज के हर स्तर पर हर वर्ग को अनुमति देता है अब इसलिए इस पूर्वाग्रहपूर्ण धारणा के परिणामस्वरूप पुरुषों को महिलाओं के ऊपर आंकने के रूप में एक लिंग को दूसरे से अधिक आंका जाता है क्योंकि लैंगिक रूढ़िवादिता उन भूमिकाओं व्यवहारों के अलगाव की ओर ले जाती है जो इन दोनों से अपेक्षित हैं इन दोनों में से एक को समाज दूसरे की तुलना में अधिक महत्व देता है और इसलिए समाज में इन दो समूहों के बीच कुछ अंतर होता है स्लाइड समय संदर्भ2400 अब जब भी लिंग या लैंगिक रूढ़िवादिता आदि पर चर्चा होती है अब जिस एक महत्वपूर्ण अवधारणा का हम सामना करते हैं वह है पितृसत्ता की अवधारणा हम अक्सर स्थिति को संदर्भित करते हैं कि समाज पितृसत्तात्मक है अब जब हम पितृसत्ता को संदर्भित करते हैं यह मूल रूप से एक सामाजिक और वैचारिक रचना है जो पुरुषों को महिलाओं से बेहतर मानती है और यह परिवार और समाज में महिलाओं पर पुरुष प्रभुत्व में खुद को प्रकट करती है तो पितृसत्ता की पूरी अवधारणा पितृसत्ता या पुरुष सदस्य या पिता को और स्त्री पर उसके प्रभुत्व को महत्व देने की कोशिश करती है जिसका मूल उद्देश्य स्त्री को नियंत्रित करना है इसलिए मूल रूप से यह एक श्रेष्ठता है जो पुरुषों के मत्थे है और इस श्रेष्ठ वर्ग से दूसरे वर्ग पर हावी होने की उम्मीद की जाती है और यह एक पूरी तरह से व्यापक अवधारणा या एक पूरी व्यापक धारणा है जो समाज में है और यह समाज में महिलाओं की हैसियत और स्थिति को नियंत्रित करने में एक लंबा रास्ता तय करती है इसलिए यदि कोई अलग अलग क्षेत्रों में देखता है कि क्या श्रम चाहे लैंगिकता प्रजनन के संबंध में हो संपत्ति आर्थिक संसाधनों के संबंध में हो पसंद और स्वतंत्रता को चुनने के संबंध में और गतिशीलता आदि के संबंध में हो सभी क्षेत्रों में पितृसत्ता की अवधारणा महिलाओं को नियंत्रित करती है इसलिए चाहे महिला को शादी करनी चाहिए या शादी नहीं करनी चाहिए चाहे महिला को बच्चा होना चाहिए या उसे बच्चा नहीं होना चाहिए चाहे महिला को कार्यबल का हिस्सा होना चाहिए या कार्यबल का हिस्सा नहीं होना चाहिए संपत्ति की मालकिन होना चाहिए या नहीं आदि हर पहलू पर यह देखा जाता है कि नारी पर नर का नियंत्रण होता है इसलिए जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सभी बिंदुओं पर संपूर्ण दोष यह देखा जाता है कि पुरुष द्वारा एक मजबूत नियंत्रण और प्रभुत्व है चाहे परिवार में यह निजी क्षेत्र में भी हो सकता है पितृसत्ता निजी क्षेत्र में हो सकती है या यह सार्वजनिक क्षेत्र में हो सकती है इसलिए जहां हम निजी क्षेत्र के संदर्भ में बात करते हैं पिता प्रधान होता है सार्वजनिक क्षेत्र में यह कोई अन्य पुरुष हो सकता है एक कर्मचारी जो वहाँ है जो महिला श्रमिकों के संबंध में उसी प्रकार के प्रभुत्व का प्रयोग करने की कोशिश करता है क्योंकि पितृसत्ता की अवधारणा जो कहीं न कहीं व्यक्ति के मन में विश्वास या दृष्टिकोण में बहुत मजबूत है उसे वश में करने और हावी होने की कोशिश करती है और इस तरह अन्य वर्ग जो महिलाएं हैं उनपर अपनी पकड़ या श्रेष्ठता का प्रदर्शन करता है इसलिए इस लैंगिक पितृसत्ता की अवधारणा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण धारणा सामने आती है जहाँ इस पितृसत्तात्मक मान्यताओं को महिलाओं की अधीनता या प्रभुत्व में एक प्रमुख भूमिका के रूप में देखा जाता है अगले सत्र में इस मॉड्यूल के साथ जारी करेंगे